इस सप्ताह के चौथे मॉड्यूल में आपका स्वागत है इसलिए जैसा कि हमने पिछली बार कहा था हम भाषण टैगिंग के एक बहुत ही लोकप्रिय प्रोबलम के साथ शुरू करेंगे अगर आपको याद है कि यह उन प्रक्रियाओं में से एक था जो हमने मोरफोलोजी के साथ काम करते समय बात की थी तो आप लेमेंटेशन कर सकते हैं आप मोर्फ़ोलोजिकल अनालिसिस कर सकते हैं और आप टैगिंग भी कर सकते हैं तो क्या चीज थी जो टैगिंग में अलग थी जो कि आप मोर्फ़ोलोजिकल अनालिसिस नहीं कर रहे हैं यदि आपको याद है तो आप सभी संभावनाओं के बीच यह भी पता लगायेगे कि यह 4 चीजो के अलावा वास्तविक विशेष मोर्फ़ोलोजिकल डिग्री क्या है आप भी यहाँ डिसएम्बिगुएशन कर रहे हैं इसलिए यह स्पीच टैगिंग के एक भाग की मेरी समस्या है जिसमे शब्दों का एक सेट दिया है इसका मतलब है एक सेंटेन्स या दस्तावेज जो भी मैं पहचान सकता हूं कि प्रत्येक शब्द के लिए एक्चुयल केटेगरी क्या है मुझे प्रत्येक के लिए यूनिक उत्तर देना होगा इसलिए यदि हम अंग्रेजी टेक्स्ट के लिए उदाहरण लेते हैं तो अंग्रेजी का दिया हुआ एक टेक्स्ट सेंटेन्स हो सकता है या जो भी प्रत्येक स्पीच के भाग की और हर शब्द की पहचान कर सकता है वही भाषण के भाग की समस्या है अगर मेरे पास एक वाक्य है जैसे बॉय पुट द कीस ऑन द टेबल और मेरे पास स्पीच टेग के 4 पोसिबल भाग हैं तो बहुत ही मोटे लेबल जैसे नाउँन और प्रनाउँन को लेते हैं वर्ब के लिए v और प्रनाउँन के लिए p सर्वप्रथम यहाँ p प्रिपोजीशनस के लिए और डी DET के लिए डिटर्मिनर है तो आप मैप कर सकते हैं the एक डिटर्मिनर boy एक नाउँन है put एक वर्ब है the एक डिटर्मिनर है keys एक नाउँन on एक प्रिपोजीशनस है the एक डिटर्मिनर है और table एक नाउँन है प्रत्येक शब्द को आप 4 टैग में से एक में मैप कर सकते हैं तो यह एक समस्या है जो एक वाक्य दी गयी है आपके पास सभी इंडीविस्वल शब्द हैं जो यह परिभाषित करता हैं की इस शब्द के प्रत्येक के लिए व्याकरणिक श्रेणी क्या हैं अब इसलिए एक प्राकृतिक सवाल जो आपके पास हो सकता है वह यह है कि स्पीच टैग के कितने अलग अलग हिस्से हैं सबसे पहले देखते हैं कि कौन सी अलग अलग चीजें स्पीच टैग की श्रेणियों के हिस्से में आती हैं सबसे पहले आपके पास खुले वर्ग के शब्द होंगे जो कंटैंट शब्दों के प्रकार हैं जैसे वे नाउँनस वर्बस एडवर्बस एड्जेक्टिव हैं वे ये हैं उनके पास अपना हिस्सा जो कि स्पीच टेक्स्ट का हिस्सा हैं तो वे ओपन क्लास के शब्द हैं जो कि ज्यादातर कन्टेन्ट हैं और इसलिए हम उन्हें ओपन क्लास क्यों कहते हैं क्योंकि आप भाषा में नए और नए शब्दों को जोड़ते रहते हैं हमारे पास एक क्वाइन है जिसके लिए हमने एक शब्द देखा है आपके पास Google फ़ोटोशॉप स्काइप जैसे शब्द हैं वे सभी भाषा में आते हैं तो ये भाषा में नाउँनस या वर्ब के रूप में आ रहे हैं तो यह एक ओपन क्लास है जिसमें आप नए और नए शब्द जोड़ते रह सकते हैं और फिर उसके बाद आपके पास क्लोज्ड क्लास के शब्द होते हैं जैसे प्रनाउँन यहा बहुत ही निश्चित प्रनाउँनस डिटर्मिनर के निश्चित समूह हैं वे सभी फांकश्नल वर्ड्स हैं और वे सभी जो बहुत ही निश्चित और वे क्लोज्ड क्लास हैं और जैसा कि आप जानते हैं कि वे विभिन्न अवधारणाओं को एक साथ वाक्य में बांधने के लिए उपयोग किया जाता है मुझे ओपन क्लास और क्लोज्ड क्लास शब्दों के लिए स्पीच श्रेणियां के कुछ भाग की आवश्यकता है तो एक संभावना यह हो सकती है कि मैं बहुत बहुत कौरसे ग्रेंड वाली श्रेणियां चुन सकता हूं यहाँ की तरह इसलिए मैं नाउँन ले सकता हूँ इसलिए मैं यहाँ कुछ उदाहरण भी दे रहा हूँ जैसे कि चेयर बैंडविड्थ पेसिंग ये सब नाउँनस हैं मैं वर्ब स्टडी डिबेट मंच ले सकता हूँ ये सभी वर्बस हैं तो एड्जेक्टिव जैसे पर्पल टाल रेडिकुलस हैं वे एड्जेक्टिवस एडवर्बस हैं अन्फ़ोर्चुनेटेली स्लौली by to के प्रपोर्शन हैं ये सब प्रीपोसीशन प्रनाउँन I me mine और फिर डिटर्मिनर the a that those बन जाते हैं हो सकता है कि मैं सिर्फ स्पीच टैगस के बहुत ही मोटे लेबल वाले हिस्से का उपयोग कर सकता हूं लेकिन भाषा के उच्चारण के परिप्रेक्ष्य में सोचें तो मेरे लिए क्या उपयोगी है बहुत मोटे लेबल लेने के लिए या अधिक फ़ाइन ग्रेंड लेबल पर जाने के लिए यहाँ क्या होगा मैं पता कर सकता हू कि कौन सा शब्द एक नाउँन है लेकिन अगर मैं यह बताऊं कि यह एक सिंगुलर नाऊन है या तो एक प्लूरल नाऊन है जो मैं नहीं बता सकता कि मेरे पास टैगिंग जानकारी है या नहीं इसलिए मैं एक टैगिंग योजना को प्राथमिकता देना चाहता हूं जहां मैं शब्द की व्याकरणिक विवरणों पर भी जाता हूं यह एक नाउँन है और क्या यह एक वर्ब है यह वही तीसरा व्यक्ति एकवचन नाउँन है क्या यह एक क्रिया और साथ ही एक पास्ट टैन्स है और या केवल नाउँन क्या यह एक उचित संज्ञा है मैं और अधिक विस्तार में जाना चाहता हूँ लेकिन फिर से मैं बहुत बारीक विवरण में नहीं जा सकता अन्यथा स्पीच टैग के बहुत सारे भाग होंगे बहुत सारी योजनाएं उपलब्ध हैं उनके पास उनके स्पीच टैग डेफ़िनिशन के अपने हिस्से है लेकिन एक वाक्य दिया गया है यदि आपको भाषण टैगिंग का हिस्सा करना है तो आपको पहले यह निर्धारित करने की आवश्यकता है कि आपका टैगसेट क्या है सभी संभावित श्रेणियां कौन सी हैं जिनके बीच आपको इसे चुनना है और विभिन्न स्टेंडर्डस उपलब्ध हैं मैं बहुत ही मोटे टैगसेट चुन सकता हूं जैसे केवल नाउँनस वर्बस एडवर्बस एड्जेक्टिव लेना या मैं एक अच्छा पर्याप्त सेट ले सकता हूं जो मुझे प्रत्येक शब्द के साथ कुछ अतिरिक्त व्याकरण संबंधी जानकारी देता है तो भाषण टैगसेट के बहुत लोकप्रिय हिस्से में से एक है यूनिवर्सिटी पेनसिल्वेनिया UPenn ट्रीबैंक टैगसेट हैं जिसमें भाषण टैग के प्रत्येक 45 भाग होते हैं और हम उदाहरण भी देखेंगे और इन शब्दों के भाग पर एक बहुत अच्छा ट्यूटोरियल हैं इस संधर्भ में है कि भाषण टैग के इस भाग उस भाषण टैग के हिस्से के बीच का अंतर क्या है पार्टिकल और एडवर्ब उदाहरण देकर कैसे भिन्न होते हैं इसलिए मैं आपको सलाह देता हूं कि यदि आप इस संदर्भ में अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं कि वे विभिन्न वाक्यों में कैसे उपयोग किए जाते हैं तो आप इस साइट को देख सकते हैं यहां ट्रीबैंक के कुछ उदाहरण हैं यूपीईएनएन ट्रीबैंक भाषण टैग के कुछ भाग हैं तो उन्होंने भाषण टैग का कोनसा हिस्सा उपयोग किया हैं और विभिन्न प्रकार के कुछ उदाहरण क्या हैं यहां दिए गए हैं इसलिए उदाहरण के लिए यदि मैं कंजंक्शन so but and are देखता हूं ये सभी कंजंक्शन को एक टैग देते हैं जैसे कि CC 1 2 3 वे कार्डिनल नंबर हैं वे टैग देते हैं जैसे CD a the ये सभी डिटर्मिनर जो टैग DT देंते हैं फिर इसके अतिरिक्त विदेशी शब्द then off in by ये प्रिपोजीशन है yellow bigger then एड्जेक्टिव हैं फिर एड्जेक्टिव के साथ आपके कम्पैरेटिव सुपरलेटीव होते हैं इसलिए आप वहां कुछ और सूचनाओं को स्वीकार कर रहे हैं संदर्भ समय 0716 अब यदि आप नाउँनस को देखते हैं तो आपके पास एक टैग NN केवल नाउँन के लिए है यह एक सिंगुलर नाउँन है एक मस्कुलाइन है क्षमा करें यह एक सिंगुलर नाउँन है बहुवचन संज्ञा के लिए आपके पास NNS एक टैग हैं लेकिन अब आप एक अतिरिक्त टेक्स्ट देखें उचित संज्ञा के लिए आपके पास अलग अलग टैग थे इसलिए एक बार जब आप टैग को जान लेते हैं तो आपको पता चलता है कि यह एक नाउँन है या यह एक उचित नाउँन है और क्या यह एक सिंगुलर या प्लूरल है आपको सभी जानकारी मिल जाती है तो इसीलिए इसे कुछ बारीक विवरणों में शामिल करना सहायक होता है तो आपके पास नाउँनस के लिए 4 अलग अलग टेक्स्ट्स हैं इसी तरह अगर मैं उन से बच रहा हूं और मैं सीधे वर्ब में जा रहा हूं तो यहाँ टेक्स्ट जैसे VB वर्ब के बेस फॉर्म के लिए फिर VBD पास्ट टैन्स के लिए VBG गेरेंट के लिए VBN पास्ट पार्टीसिप्ल के लिए और फिर तीसरा सिंगुलर प्रेजेंट VBP और तीसरा एकवचन है और VBZ नॉन थर्ड सिंगुलर और फ़र्स्ट सिंगुलर के 2 अलग अलग रूप हैं तो आपके पास वर्बस के अलग अलग रूप हैं जो कि वे आपको विभिन्न व्याकरण संबंधी जानकारी देते हैं और फिर आप अन्य प्रकार के भाषण टैग देख सकते हैं जो कि UPenn ट्री टेगसेट में उपलब्ध हैं फिर हम एक उदाहरण लेते हैं हमने एक वाक्य लिया है और यदि हम इसे UPenn टैगसेट द्वारा टैग करते हैं तो यह कैसा दिखता है तो वाक्य हैं ग्रेंड जूरी कमेंटेड ऑन अ नंबर ऑफ अदर टोपिक्स grand jury commented on a number of other topics" तो अब यहाँ शब्द does डिटरर्मिनर ग्रेंड जूरी है तो जूरी एक संज्ञा होगी जिस पर टिप्पणी की गई है एक क्रिया बन गई है आपने भाषण टैग का हिस्सा देखा है on एक प्रीपोजीशन हैं i n a डिटर्मिनर नंबर हैं एक संज्ञा हैं फिर से एक दुसरा एड्जेक्टिव प्रीपोजीशन हैं जो विषय में संज्ञा के बहुवचन में आते हैं तो यह वह जानकारी है जो आपको भाषण टैग के हिस्से से मिलती है अब यह सवाल आ सकता है कि हम भाषण टैगिंग के भाग की इस समस्या को हल करने के लिए चिंतित क्यू हैं यह एक कठिन समस्या है या एक ट्रीवियल समस्या है क्या मैं प्रत्येक शब्द के लिए लेक्सिकोन में परिभाषित कर सकता हूं क्या होगा क्यू कि यह भाषण टैग का हिस्सा है यह एक बहुत ही सरल समस्या है इसलिए समस्या होती है क्योंकि प्रत्येक के पास भाषण टैग का एक युनीक हिस्सा नहीं है और यह उस संदर्भ पर निर्भर हो सकता है जिसमें इस शब्द का उपयोग किया जा रहा है इसलिए मैं जो कह रहा हूं वह यह है कि एक शब्द में भाषण टैग के कई भाग हो सकते हैं और केवल उस संदर्भ को देखकर आप यह पहचानने में सक्षम नहीं हो सकते हैं कि भाषण टैग का वास्तविक हिस्सा जो कि इस विशेष संदर्भ में उपयोग किया जा रहा है एक उदाहरण लेते हैं तो मेरे पास बेक जैसा शब्द है तो भाषण टैग के कौन से भाग हैं जो इस सरल शब्द बेक को मदद कर सकते हैं इसलिए अगर मैं वाक्य बेक डोर को लेता हूँ तो यहाँ बेक क्या है भाषण टैग बेक का हिस्सा क्या है तो यह एक एड्जेक्टिव है अब अगर मैं एक शब्द लाइक लेता हूं तो वाक्य लाइक ऑन माइ बेक यह एड्जेक्टिव नहीं है और हाँ यह इस मामले में यह नाउँन बन जाता है अब मेरा वाक्य हैं इट विन द वोटर्स बेक हैं तो यह विन बेक में बदल जाता हैं इसलिए यह एड्जेक्टिव में बदल जाता है और अगर मेरे पास एक वाक्य है प्रोमिस्ड टु बेक द बिल तो यह एक वर्ब बन जाता है तो एक ही शब्द बेक भाषण टैग के कई भाग में इस्तेमाल किया जा सकता है तुरंत आप उस समस्या को देख सकते जो इस संदर्भ में दिया गया हैं और पता लगाया है कि भाषण टैग का उपयुक्त भाग क्या उपयोग किया जाता है इसलिए किसी शब्द के किसी विशेष उदाहरण के लिए भाषण टैग के भाग को निर्धारित करना मेरे भाषण टैगिंग समस्या का हिस्सा है अब विभिन्न सूचनाएँ क्या हैं जिन्हें हम यह करने के लिए उपयोग कर सकते हैं सबसे पहले यह देखे कि यह कितना सामान्य है यह समस्या कितनी आम है स्पीच टैग के भाग के संदर्भ में कितने शब्द वास्तव में अस्पष्ट हैं इसलिए अगर मुझे लगता है तो मैं डेटा से देख सकता हूं तो यह आपका ऐसा है इसलिए इस बिंदु पर मैं केवल कुछ कहना चाहता हूं जैसे कि आप एक बार भाषा या किसी अन्य क्षेत्र में समस्या का सामना करते हैं पहली बात जो आप देखना चाहते हैं वह यह है कि यह समस्या कितनी सामान्य है यदि यह बहुत ही दुर्लभ समस्या है तो बहुत अधिक समय बिताने के लायक नहीं है आपके पास इसे हल करने के लिए सरल नियम हो सकते हैं लेकिन यह कहता है कि यदि यह एक बहुत ही सामान्य समस्या है तो हाँ आपको कुछ मॉडलों का उपयोग करके इसे टेकल करना पड़ सकता है इसी प्रकार यहाँ डिसएम्बिगुएशन भाग भाषण टैग है तो यह केवल 10 शब्दों के लिए होता है यदि यह केवल 10 शब्दों के लिए होता है तो मुझे इस समस्या को हल करने के लिए कुछ मॉडल और सभी के निर्माण के बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है लेकिन अगर यह 10 प्रतिशत शब्दों के लिए होता है तो हाँ एक है वास्तविक समस्या और मुझे इसे हल करने के लिए कुछ मॉडल के बारे में सोचने की जरूरत है तो अब अगर हम कॉर्पस से देखते हैं कि यह अस्पष्टता समस्या कितनी आम है इसलिए अगर मैं ब्राउन कोर्पस को लेता हूं तो हम यहा क्या देखते हैं कि 40 प्रतिशत शब्द अस्पष्ट हैं और 12 प्रतिशत शब्द के प्रकार अस्पष्ट हैं मुझे आशा है कि आपको याद होगा कि प्रकार और टोकन के बीच का अंतर अलग अलग शब्दों की सभी घटनाओं को पार करता है तो एक ही शब्द कई बार होता है कई टोकनस हैं तो 40 प्रतिशत शब्द टोकन अस्पष्ट हैं यह कहना कि एक कॉर्पस में अगर मैं मुझे टोकनस मिल रहे हैं और उनमें से 40 प्रतिशत टोकन अस्पष्ट हैं जो कॉर्पस में शब्दों का एक विशाल संख्या 40 प्रतिशत है इसका मतलब है कि वास्तविक समस्या हैं अब अगर हम अस्पष्टता के प्रकार को तोड़ना चाहते हैं तो यह है कि कितने यूनिक वर्ड्स में विभिन्न टैग हैं तो हम यहाँ क्या देखते हैं लगभग 35000 प्रकारों में भाषण टैग का केवल 1 भाग होता है अब 3760 प्रकारों में 2 टैग्स और 264 में 3 टैग्स और इतने ही हैं और एसा 1 शब्द अभी भी है जो भाषण टैग के 7 अलग अलग हिस्सों में ब्राउन कॉर्पस में मिला है तो हाँ 6 से 7 टैग मिलना बहुत दुर्लभ है लेकिन 2 और 3 टैग मिलना बहुत आम है विशेषकर 2 टैग ब्राउन कॉर्पस में बहुत आम हैं अब अगली समस्या इसलिए हमने हल कर ली है कि यह समस्या अक्सर होती है हाँ यह कोई वास्तविक समस्या नहीं है लेकिन यह समस्या कितनी खराब है इससे मेरा क्या मतलब है तो क्या हम हमेशा दिए गए शब्द की पहचान कर सकते हैं कि एक टैग एक दूसरे की तुलना में कितनी अधिक संभावना रखता है तो आइए हम एक शब्द रेस का उदाहरण लेते हैं - रेस एक नाउँन या एक वर्ब हो सकती है जब ब्राउन कॉर्पस में रेस शब्द आता हैं तो रेस नाउँन के 98 प्रतिशत समय के रूप में होती है लेकिन एक वर्ब के रूप में 2 प्रतिशत अगर मेरे पास एक सरल मॉडल है जो हमेशा शब्द रेस को एक नाउँन मानता है जो तुरंत इस विशेष उदाहरण के लिए कम से कम 98 प्रतिशत एक्यूरेसी देगा इसका मतलब है जब भी मैं एक मॉडल को डिजाइन करने की कोशिश कर रहा हूं तो मुझे यह सोचने में सक्षम होना चाहिए कि सरल बेसलाइन अनइनिशिलाइस्ड हैं जो कि कम्प्यूटेशनल मॉडल की तुलना में इस आधारभूत से भी बदतर काम कर रहा है तो यह बहुत मददगार नहीं हो सकता है इसलिए इसके बावजूद किसी भी मॉडल के परीक्षण के लिए मेरी सरल बेसलाइन हो सकती है जिसे मैं इस विशेष कार्य के लिए प्रस्तावित करूंगा अंग्रेजी का एक टैगर जो प्रत्येक शब्द के लिए सबसे संभावित टैग चुनता है अच्छा प्रदर्शन प्राप्त कर सकता है तो यह 90 प्रतिशत से अधिक भी हो सकता है इसलिए हमेशा केवल अंतिम संख्याओं को देखना अच्छा नहीं होता है यह देखना भी अच्छा होता है कि आप शायद कुछ सरलतम आधारभूत और कुछ अन्य मॉडलों पर कितना सुधार कर रहे हैं जो लिट्रेचर में हैं तो बेसलाइन यह हैं कि आप सिम्पल बेसलाइन से बेहतर करने में कितना सक्षम हैं कहते हैं कि कोई नई विधि को सिम्पल बेसलाइन से तुलना करने में सक्षम होना चाहिए तो अब मैं भाषण टैग का सही हिस्सा कैसे तय कर सकता हू तो हाँ एक बात यह है कि यह कुछ मामलों में लोगों के लिए भी मुश्किल हो सकता है यह हमेशा एक बहुत ही आसान समस्या नहीं है तो यहाँ इस स्लाइड में हमारे पास 3 वाक्य हैं शेफर नेवर गोट अराउंड टु जोइनिग ऑल Shaefer never got around to joining all वी गो टु डू इस टु गो अराउंड द कोरनर्स और चटेउ पेटरस कोस्टस अराउंड 2500 है और सभी 3 शब्दो 3 वाक्यो में आपके पास अराउंड शब्द है और आपको पता चल जाएगा कि भाषण टैग का हिस्सा क्या है और आप देखेंगे कि यह बहुत आसान नहीं है यदि आप इन वाक्यों को देखेंगे तो यह पता लगाना आसान नहीं है कि भाषण टैग क्या हैं मैं सिर्फ यह सुझाव दूंगा कि आप एक बार ट्यूटोरियल पर जाएं और एक ट्यूटोरियल जिससे मैंने पहले बात की थी इसलिए सभी इस बारे में बात करते हैं कि भाषण के विभिन्न हिस्सों के बीच क्या अंतर हैं जो आपको यहा शब्द अराउंड के मामले में भाषण टैग के वास्तविक भाग का पता लगाने के बारे में कुछ विचार देंगे तो हम यहाँ क्या देखेंगे पहले मामले में यह पार्टिकल a है दूसरा मामला यह एक प्रिप्रेरेशन और तीसरा मामला में यह एडवर्ब है अब रिलेवेंट ज्ञान क्या है जिसे हमें भाषण टैगिंग समस्या के इस भाग की आवश्यकता के लिए हो सकती है जिसे हमें अपने मॉडल को देने की आवश्यकता हो सकती है इसलिए उदाहरण के लिए कुछ शब्द हमेशा श्रेणी के एक भाग में हो सकते हैं जैसे कि एरो हमेशा एक नाऊन होता है इसलिए मुझे यह ज्ञान हो सकता है कि कुछ शब्द अस्पष्ट हैं जैसे कि फ़्लाइ फ्लाइस और यह फिर से क्या अस्पष्ट है तो क्या मदद कर सकता है कि क्या संभावना है कि एक शब्द बेसलाइन में भाषण के एक विशेष भाग के रूप में आता है जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं वह हमारे मॉडल के लिए भी सहायक हो सकता है सबसे प्रोबेबल टैग क्या होंगा है जो इस शब्द के लिए है जिसका हम उपयोग कर सकते हैं अब अन्य जानकारी क्या हैं जो उपयोगी हो सकती है तो शब्द लेग फ्लाइज को लें यदि आप मुझे कोई अन्य शब्द नहीं देते हैं तो मैं कभी भी पूरे आत्मविश्वास के साथ यह नहीं बता सकता कि भाषण टैग का सही हिस्सा क्या होना चाहिए जब तक कि आप मुझे वह वाक्य न बताएं जहां यह होता है जैसा की एक शब्द saw के साथ होता हैं जो कि पहले का ही उदाहरण हैं जैसे पीटर सॉ हर कि मैं यह नहीं बता सकता कि वास्तव में सॉ एक वर्ब है और एक नाऊन नहीं है इसका मतलब है मुझे अपने आप शब्द को कुछ करने की ज़रूरत है किस तरह से भाषण के कुछ भाग के साथ यह कितना सामान्य होता है फिर दूसरा मुझे उस कांटेक्स्ट के बारे में भी जानना होगा जिसमें शब्द आ रहा है और भाषण टैग के वास्तविक भाग को अलग करने के लिए मैं संदर्भ का उपयोग कैसे कर सकता हूं मुझे वाक्य में लोकल कांटेक्स्ट की आवश्यकता है इसलिए उदाहरण के लिए यह सूचना निर्धारित करने के लिए वास्तव में एक दूसरे का अनुसरण करती है इसलिए यदि मेरा मॉडल 2 शब्द ले रहा है तो डिटर्मिनर इसे अनुमति नहीं देता है उसी समान 2 शब्दो के प्रकार अगर एक दूसरे का फॉलो नहीं करते हैं उन्हें एक साथ नहीं आना चाहिए इसी तरह मेरा मॉडल मुझे बता सकता है कि एक डिटर्मिनर के बाद हमेशा एक एड्जेक्टिव होना चाहिए या यदि पिछला शब्द एक साइंड डिटर्मिनर है अब यह उपयोगी जानकारी हो सकती है एक उच्च संभावना है कि अगली पंक्ति एड्जेक्टिव या नाऊन होगी इसलिए यह सब हम अपने मॉडलों का उपयोग करके सांकेतिक शब्दों में बदलना चाहते हैं विभिन्न एप्रोचेस क्या हैं तो हम इस सभी ज्ञान का उपयोग करने की कोशिश करेंगे लेकिन विभिन्न एप्रोचेस क्या हैं जिनका हम उपयोग कर सकते हैं इसलिए उन सभी समस्याओं के लिए जिनसे हम निपटेंगे इस पाठ्यक्रम में ज्यादातर आप हमेशा रुल बेस्ड एप्रोच का उपयोग कर सकते हैं तो यह दृश्य पहले के कुछ मॉडलों का काम करता है जो NLP में उपयोग किए गए थे इसलिए हमें एक समस्या दी गई है कि कुछ भाषा एक साथ बैठकर यह पता लगाएगी कि इनके सिमबोल पेटर्न्स या सरल प्रकार क्या हैं या फिर कोई अन्य नियम हैं कि जो इस विशेष समस्या को हल करने के लिए लिख सकता है स्पीच टेगिंग के भाग की अस्पष्टता समस्या के लिए इस रुल बेस्ड सोलुशन मे समाधान क्या होगा तो मैं क्या करूंगा मुझे उन सभी शब्दों के लिए पता लगाउंगा जिनमें भाषण टैग के कई भाग हो सकते हैं जो एक विशेष चीज है जो मुझे यह तय करने में मदद कर सकती है कि मुझे एक टैग या दूसरे टेग का उपयोग करना है और यह और एक नया संदर्भ के लिए मैं फिर से उपयोग कर सकता हूं इस विशेष संदर्भ यहाँ दिखाई दे रहा है या नहीं फिर मुझे एक स्टेटिस्टिकल टैगिंग मिल सकती है जो मुझे प्रशिक्षण कॉर्पस से मिलती है तो यह एक स्टेंडर्ड मॉडल है इसलिए मेरे पास एक कॉर्पस ट्रेनिंग कॉर्पस है जिसमें टैग टेक्स्ट द्वारा टैग टेक्स्ट है जिसका मतलब है कि मेरे पास वाक्य है और प्रत्येक शब्द के साथ मेरे पास भाषण श्रेणी का वास्तविक हिस्सा भी है अब मैं उसका उपयोग करके सीख सकता हूं कि प्रत्येक शब्द के लिए भाषण टैग का वास्तविक हिस्सा क्या है और यह एक नया वाक्य हैं क्या मैं कुछ मॉडल सीख सकता हूं तो यह मेरी स्टेटिस्टिकल टैगिंग है तो वे फिर से विभिन्न मॉडल हैं तो एक सरल मॉडल TBL टैगर है जो भाषण टैगिंग के भाग के लिए प्रस्तावित पहले मॉडल में से एक था इसलिए मुझे टैग पाठ का कोई भी कोष दिया गया है क्या मैं कुछ प्रकार के ट्रांसफोरमेशन रुल्स सीख सकता हूं कि यह शब्द एक विशेष मुख्य श्रेणी है जो भाषण टैग के हिस्से की सबसे प्रोबेबल श्रेणी है लेकिन इस संदर्भ को देखते हुए यदि यह सबसे प्रोबेबल टेक्स्ट हैं तो कुछ अन्य टैग के लिए इसे बदला जाना चाहिए तो क्या मैं एक कॉर्पस ट्रेनिंग कॉर्पस से ही कुछ नियमों का उपयोग कर सकता हूं और फिर प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल्स के साथ मेरे पास शब्दों की एक श्रृंखला के लिए टैग की सबसे संभावित अनुक्रम की स्थिति में एक संभावना क्या होगी हम बहुत संक्षिप्त रूप से TBL टैगर से गुज़रेंगे और फिर हम प्रोबेबिलिस्टिक टेगरस पर बहुत समय बिताएगे तो टीबीएल टैगर परिवर्तन आधारित शिक्षण क्या है तो आइए पहले आइडिया को समझने की कोशिश करें इसलिए मेरे पास एक वाक्य है जैसे कि द केन वास रसटेड तो मॉडल कैसे प्रक्रिया करेगा तो यह मेरा प्रशिक्षण डेटा सेट है तो मुझे यह भी पता है कि प्रत्येक व्यक्तिगत शब्द के लिए भाषण टैग का वास्तविक हिस्सा क्या है अब पहली चीज जो आप करेंगे वह प्रत्येक इंडिविजुवल शब्द के लिए पता लगाना है भाषण टैग का सबसे संभावित हिस्सा क्या है इसलिए दूसरे शब्दों में केन वास रस्टेड 1 वाक्य हैं इसलिए यदि आप केन शब्द के लिए एक और टैग खोजते हैं तो यह एक मॉडल का काम होगा और ज्यादातर एक मॉडल के रूप में होता है तो इसी तरह से अंतिम शब्द रस्टेड पास्ट टैन्स में एक वर्ब होगी जोकि सबसे लोकप्रिय संभावित टैग है संदर्भ स्लाइड देखें 2224 मैं लिखूंगा कि केन वास रस्टेड हैं अब मैं अपने वास्तविक प्रशिक्षण वाक्य में देखूंगा कि कौन से वास्तविक हैं या कोन से रिजेक्टेड शब्द अलग अलग शब्दों में दिए गए हैं तो मुझे लगता है कि यह सही है यह गलत है मुझे खेद है MD सबसे संभावित टैग होगा मोरओवर इसमें गलत है और यदि मेरे पास एक नाउँन होगी तो यह ठीक है लेकिन इसके बजाय VBN एक पार्टीसीपेंट पास्ट पार्टीसीपियल होगा तो ये 2 गलत हैं इसलिए मुझे कुछ और लिखने की जरूरत है ताकि ये रूपांतरित हो सकें एक प्रतीक MD का NN में परिवर्तन हो सकता है जब वह DT के पहले हो नियम याद रखे जो हमने पिछले व्याख्यान में देखा था इसलिए यह जरूरी हैं ये किसी से पहले आए और ऐसा कुछ नहीं है तो हम कोई प्रतिबंध नहीं लगा रहे हैं कि इसका क्या पालन किया जा रहा है तो यह एक नियम है जिसका मैं उपयोग कर सकता हूं तो अब क्या होगा एक नए मामले में जब भी कोई शब्द MD को असाइंड किया जाता है और अगर मैं पिछला शब्द डिटर्मिनर देखता हूं तो मैं MD को NN में बदल दूंगा तो यह नियम है जो मैं इस उदाहरण से चला रहा हूं उसी तरह मैं भी एक नियम लर्न का भी पालन कर सकता हूं यहां एक नियम VBD को VBN में ले जाता है इसे पढ़ने से पहले एक और नियम भी हो सकता है तो यह आइडिया है मेरे पास प्रशिक्षण कॉर्पस है जो मुझे पता है कि प्रत्येक के लिए सबसे अधिक संभावना टैग है जब भी वे मेल नहीं खाते हैं तो मैं कुछ नियमों को लिखूंगा और फिर मैं ऐसा करता रहूंगा और मैं एक अलग डेटा सेट सरल छोटा परीक्षण डेटा सेट टेस्टिंग के लिए रख सकता हूं मेरा टैगर टेक्स्ट कितना अच्छा है तो यह मेरा TBL टैगर है तो यह वही है जो हमने देखा है अब संभाव्य टैगर क्या है संभाव्य टैगिंग में मेरे पास एक संभावित व्याख्या होगी कि टैग का सबसे संभावित अनुक्रम क्या है जो किसी दिए गए वाक्य के लिए उपयोग किया जाना चाहिए तो मुझे बस संक्षेप में बात करते हैं कि सामान्य रूप से संभाव्य टैगिंग मॉडल क्या करते हैं इसलिए इन मॉडलों में हमारे पास कुछ डेटा हैं जो कुछ अवलोकन डी और एक निश्चित वर्ग हैं तो भाषण टैग के भाग के मामले में d और c का उदाहरण क्या है तो d शब्द हैं और फिर टैग मेरी कक्षाएं हैं जो मैं विभिन्न कक्षाओं को असाइन करना चाहता हूं जो कि विभिन्न शब्दों को टैग करते हैं तो कुछ वर्गों को टैग करता है अब आप एक अलग समस्या लेते हैं जैसे कि टेक्स्ट क्लासिफिकेशन सभी दस्तावेज़ों का क्या होगा क्या होगा यदि आप वर्गीकरण कर रहे हैं या दस्तावेज़ एक वाक्य है वे आपके डेटा बन गए हैं और आपके पास आपकी क्लासेस हैं तो मान लें कि आप सेंटिमेंट अनालिसिस का उपयोग कर रहे है तो वाक्य आपका डेटा है और क्लास सकारात्मक नकारात्मक या नेयूटरल हो सकती है यदि आप स्पोर्ट्स विसेग पोलिटिक्स और इसी तरह और भी श्रेणियां लेते हैं दस्तावेज़ या पाठ का वर्टिकल इन्सटेन्स आपका डेटा बनता हैं और यह आपकी क्लास एक स्पोर्ट्स और पोलिटिक्स बनती हैं और इस तरह बनते जाते है तो आपके पास डेटा और क्लास का एक पेयर्ड ओबसरवेशन है अब वे संभावना मॉडल के 2 अलग अलग फेमेलीस हैं जिनका उपयोग इन समस्याओं को हल करने के लिए किया जा सकता है मैं बस इन 2 फेमेलीस के बारे में संक्षेप में बात करूंगा और हम इस समस्या के लिए इन दोनों से उदाहरण लेंगे तो और आप कई NLP की अन्य एप्लीकेशनस का उपयोग करने में सक्षम होंगे तो क्या 2 अलग अलग फेमेलीस आपके क्लास से डेटा या डेटा से क्लास उत्पन्न होते हैं तो आपके मॉडल की फिलोसोफी क्या है आइए हम इस स्लाइड से समझने की कोशिश करें कि इसलिए हमारे पास 2 अलग अलग प्रकार के मॉडल हैं एक जेनरेटिव मॉडल है और दूसरा एक कंडीशनल मॉडल है तो जेनरेटिव मॉडल में क्या होगा तो आपके पास डेटा और क्लास है तो जेनरेटिव मॉडल आप मान लेंगे कि आपके पास क्लास है और क्लास डेटा जेनरेट करता है तो यह उस क्लास की फिलोसोफी है जिसे मैंने उत्पन्न किया तो नाय पेज मॉड्यूलर हिड्न मार्कोव मॉडलस उदाहरण के लिए हैं तो आपको क्लास दी हुई हैं और डाटा इसमें से जनरेटेड हैं डिस्क्रीमिनेटिव कंडीशन मॉडल्स में क्या होगा कि आपका डेटा है और आप मान लेते हैं कि हिड्न स्टेट डेटा से उत्पन्न होती है तो उस के बीच मामूली अंतर है तो इस स्थिति में जाइंट मॉडल में आप कक्षा में पहले क्लास उत्पन्न करते हैं और फिर आप क्लास से डेटा उत्पन्न करते हैं तो यह एक सरल उदाहरण देने के लिए है यदि आप टेक्स्ट क्लासिफिकेशन के लिए मॉड्यूल उत्पन्न करने के लिए एक जाइंट का उपयोग करना चाहते हैं तो आप क्या मानेंगे अगर मैं एक डोक्यूमेंट लेने जा रहा हूं तो मैं सबसे पहले सोचूंगा कि वह विषय जो मैं लिखना चाहता हूं जैसे पोलिटिक्स मैं क्लास के बारे में सोचता हूं और अब मैं इन सभी शब्दों को लिखता हू तो इस दी गई क्लास की क्या संभावना है इसलिए उस क्लास से मुझे अलग अलग शब्दों की संभावना का पता चलता है तो यह है कि मेरा मॉडल जिसे परिभाषित किया गया है कंडीशनल मॉडल के मामले दिये हुए ओबसरवेशन को देखते हुए मैं क्लास की संभावना का पता सीधे लगाना चाहता हूं यह अंतर मुझे बताता है कि मैं वास्तव में इन मॉडलों को हल करने के लिए कैसे आगे बड़ता हू तो वे SVMs परसेप्ट्रॉन जैसे मॉडल हैं जो प्रोबेबिलिस्टिक नहीं हैं इसलिए वे इनमें से किसी एक में नहीं हैं तो वे भी डिस्क्रीमिनेटिव क्लासिफायर हैं अब यह चित्र आपको उन 2 मॉडल्स को फिर से समझने में मदद करेगा तो आप देखते हैं कि पहली दिशा में पहले बाएं हाथ की तस्वीर में चित्रों में दिशाएं अलग हैं इसलिए क्लास से सभी डेटा बिंदुओं तक की दिशा है तो आप जेनरेटिव मॉडल में पहले क्लास उत्पन्न होती है और फिर सभी डेटा बिंदु दूसरे में एक कंडीशनल मॉडल है तो आपको दिए गए डेटा को सीधे क्लास की संभावना का पता लगाना है तो पहला उदाहरण नेव बायस है दूसरा एक उदाहरण लॉजिस्टिक रिग्रेशन है तो एक जाइंट मॉडल आपको d1 की प्रोबेबिलिटी देगा डेटा और क्लास को एक साथ जोड़ देगा और आप मॉडल की जाइंट प्रोबेबिलिटी और कंडिशन को अधिकतम करने की कोशिश करेंगे जिसे आप सीधे दिये हुए रेट पर क्लास की संभावना का पता लगाना चाहेंगे इसलिए हम अगले मॉड्यूल में इन दोनों का उदाहरण लेंगे तो एक जाइंट मॉडल क्या है जो मुझे भाषण टैगिंग समस्या के भाग को हल करने में मदद कर सकता है और कंडिशन मॉडल क्या है जो मुझे भाषण टैगिंग समस्या के भाग को हल करने में मदद कर सकता है